पुनः आपका स्वागत है पहले के व्याख्यान की निरंतरता में हम कुछ मामलों पर फिर से चर्चा करने जा रहे हैं और कर्मचारियों के रूप में इंजीनियरों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के साथ बात जारी रखेंगे जो कि कार्य संगठनों से संबंधित हैं यहां हम जो चर्चा करेंगे क्या आपको लगता है कि ग्राहक A की कार्रवाई नैतिक रूप से स्वीकार्य है या नहीं ग्राहक ए रासायनिक संयंत्र की डिजाइन और निर्माण के लिए "प्रतिस्पर्धी निविदाएँ" की जो योजना बनाई गई है उसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता है यह प्रक्रिया आम तौर पर एक ही है जो कई वर्षों से उपयोग में है सभी निविदाएँ प्रौद्योगिकी के दृष्टिकोण है

अब ग्राहक A क्या करता है वह कम बोली लगाने वाले ठेकेदार Z को कॉल करता है और उसे मूल्यांकन करने के लिए कहता है तथा ठेकेदार X द्वारा कल्पना की गई एक वैकल्पिक योजना पर बोली लगाने के लिए कहता है ठेकेदार Z को वैकल्पिक डिजाइन का स्रोत नहीं बताया जाता है ग्राहक A अपने उद्धरण अनुरोध में कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है इस विश्वास से कि उत्तर गुप्त रखा जाएगा यहाँ हम देखते हैं कि ठेकेदार X ने एक नया डिज़ाइन प्रस्तुत किया है अब ग्राहक A की जिम्मेदारी बनती है कि भले ही उनके उद्धरण अनुरोध में उल्लेखित न हो पर उत्तर को विश्वास में रखा जाना चाहिए ग्राहक A जिम्मेदारी और विश्वसनीयता का एक हिस्सा यह है कि उसे इस डिज़ाइन और प्रसंस्करण योजना को अपने पास रखने ठेकेदार Z के साथ साझा नहीं करना जो कि ठेकेदार X के लिए एक प्रतियोगी हो सकता है और क्योंकि ठेकेदार X ने उच्चतम मूल्य जमा किया है और ठेकेदार Z सबसे कम बोली लगाने वाला है यहाँ निश्चित रूप से हम देखते हैं कि ग्राहक A का कार्य नैतिक रूप से स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ग्राहक A ने इस तरह का कार्य किया है जिसे विश्वास का उल्लंघन की तरह कहा जा सकता है गोपनीयता का उल्लेख नहीं किया गया है और ना ही गोपनीयता को बनाए रखा गया है ठेकेदार X के रहस्यों की जानकारी उसके प्रतियोगी के साथ साझा किया गया है जो कि ठेकेदार Z है इसमें ग्राहक के संबंध में ग्राहक A का कार्य नैतिक रूप से स्वीकार्य नहीं है अब हम एक नैतिक कॉर्पोरेट माहौल की चर्चा करेंगे एक नैतिक माहौल काम का ऐसा माहौल होता है जो नैतिक रूप से जिम्मेदार आचरण के अनुकूल है निगमों के भीतर यह औपचारिक संगठन और नीतियों अनौपचारिक परंपराओं और प्रथाओं और व्यक्तिगत दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता का एक संयोजन है मतलब यह एक औपचारिक संगठन और उसकी नीतियों अनौपचारिक परंपराओं और प्रथाओं व्यक्तिगत दृष्टिकोण इंजीनियरों की प्रतिबद्धताओं और अन्य हितधारकों का एक मिश्रण है इस तरह से इंजीनियर यहां पर ऐसे माहौल में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं क्योंकि उनके पास ऐसे माहौल के लिए अपने पेशेवर नैतिकता का ज्ञान भी है प्रतिबद्धताएं भी हैं नैतिक माहौल को बनाए रखने में उनकी भूमिका प्रमुख है क्योंकि वे मार्गदर्शक हो सकते हैं व्यवहारिक उदाहरण जैसे कि वे अपने तरीकों से निर्णय ले रहे हैं और चीजों को दिखाने के लिए कर रहे हैं जैसे यह वो है जो हमें करना है और यह वो है जो हमें नहीं है और यही वह तरीका है जो हमें करना चाहिए इसलिए वे इस तरह के माहौल में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं खासकर जब वे तकनीकी प्रबंधन में जाते हैं और फिर सामान्य प्रबंधन पदों पर जाते हैं एक नैतिक कॉर्पोरेट माहौल की परिभाषित विशेषताएं क्या हैं नैतिक मूल्यों को व्यापक रूप से पूर्ण जटिलता के साथ स्वीकार किया जाता है और सराहना भी की जाती है प्रबंधकों और कर्मचारियों द्वारा प्रबंधित समान रूप से नैतिक भाषा का उपयोग ईमानदारी से लागू किया जाता है और यह कॉर्पोरेट संवाद के एक वैध भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है शीर्ष प्रबंधन द्वारा नैतिकता की स्थापना और टकराव के समाधान की नीतियाँ यह बहुत महत्वपूर्ण है जैसे हम यह नहीं बता सकते कि वहां हितों का टकराव नहीं होगा कार्रवाई के दौरान कोई नैतिक दुविधा नहीं होगी लेकिन नीतियों का होना बहुत जरूरी है जो हमें टकराव के समाधान में मदद करेंगी इसलिए नैतिक कॉरपोरेट माहौल की परिभाषित विशेषताओं में संघर्ष समाधान नीतियां नैतिक भाषा के उपयोग आदि प्रबंधन द्वारा स्थापित नैतिकता है जिसे ईमानदारी से लागू किया जाता है और लोगों को नैतिक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए हम नैतिक मूल्यों की जटिलता को समझते हैं बस इसे प्रबंधन द्वारा स्वीकृति और सराहना की आवश्यकता है एक टकराव यह हो सकता है जब आप लागत लाभ विश्लेषण कर रहे हों और अपने लाभ के संबंध में शायद मौद्रिक लाभ के लिए अपने या समाज के अन्य हितधारकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं यहाँ हो सकता है कि आपको अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की आवश्यकता हो किस ओर जाएं इसलिए इस प्रकार की नैतिक स्थितियां हो सकती हैं और हमें इन निर्णयों को लेते समय नैतिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है हम जानते हैं कि इंजीनियरों के पास कई प्रकार के नैतिक अधिकार होते हैं जो कभी कभी अतिव्यापी श्रेणियों में आते हैं जहां अधिकार हैं वहां निश्चित रूप से मनुष्य हैं इसलिए मानव के रूप में अधिकार एक कर्मचारी के रूप में अधिकार जो संविदात्मक अधिकार हैं और जो संस्था के संबंध में हैं रोजगार अनुबंध और निश्चित रूप से पेशेवर अधिकारों के रूप में है जिसका अर्थ है कि मनुष्य के रूप में इंजीनियरों के पास अपने वैध हितों को छोड़ने और स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने का मौलिक अधिकार है उदाहरण के लिए सेक्स जाति या उम्र के आधार पर रोजगार में गलत तरीके से भेदभाव न करने के अधिकार इसलिए कार्यस्थल में उनके लिंग के कारण भेदभाव और अनुचित व्यवहार के खिलाफ अधिकार उनकी नस्ल के कारण उनकी उम्र के कारण ये जायज नहीं है ये अनैतिक है ये भेदभाव अनैतिक हैं और हम इसे अनुचित भी कह रहे हैं यदि यह नौकरी की शर्तों के साथ सीधे संबंधित नहीं है यदि यह नौकरी की आवश्यकताओं के साथ आवश्यक नहीं है इसलिए उनके पास जीने के "मौलिक अधिकार" हैं और स्वतंत्र रूप से अपने वैध हितों की तरफ जाने में जो कि मनुष्य के रूप में एक अधिकार है हमारे पास पेशेवर विवेक का अधिकार है पेशेवर विवेक का अधिकार पेशेवर जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाने में पेशेवर निर्णय लेने का नैतिक अधिकार है उन जिम्मेदारियों को पूरा करने में तकनीकी निर्णय और तर्कपूर्ण नैतिक प्रतिबद्धता दोनों शामिल हैं यहाँ हमें दो भाग मिलते हैं जैसे पेशेवर जिम्मेदारियों को निभाना इसमें तकनीकी ज्ञान और निर्णय दोनों का उपयोग करना शामिल है क्योंकि वे इसके दोहक और निर्णय लेने के लिए नैतिक आधारों के आधार पर उनका तर्कपूर्ण नैतिक विश्वास हैं अन्य नैतिक अधिकारों की तरह मूल पेशेवर अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो यह नैतिक अधिकार देता है कि वह दूसरों के हस्तक्षेप के अधिकार हैं यह कर्तव्यनिष्ठ इनकार का अधिकार है अनैतिक व्यवहार में लिप्त होने से इनकार करने और पूरी तरह से ऐसा करने से इनकार करने का अधिकार है क्योंकि कोई इसे अनैतिक मानता है क्योंकि इंजीनियर पेशेवर हैं उनके पास तकनीकी जानकारी है और वे जानते हैं कि उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी जनता के प्रति ही है सार्वजनिक सुरक्षा और कल्याण ऐसा हो सकता है जैसे किसी प्रक्रिया से गुजरते समय एक डिजाइन का अध्ययन करते समय वे पा सकते हैं यदि वे इस डिजाइन के साथ उस तरीके से जारी रखते हैं जिस तरीके से चीजें की जा रही हैं और इससे जनता को बड़ा नुकसान हो सकता है और वे यह करना बंद कर सकते हैं वे बोल सकते हैं मैं इसे आगे जारी नहीं रखूंगा क्योंकि यह मेरे पेशेवर नैतिकता और मूल्यों के खिलाफ जा रहा है इसलिए यह कर्तव्यनिष्ठ इनकार का अधिकार है जब आपका विवेक आपको इस प्रक्रिया को जारी रखने से रोक रहा है क्योंकि आप पाते हैं कि यह प्रकृति में अनैतिक है कर्तव्यनिष्ठ इनकार का अधिकार किसी भी अनैतिक व्यवहार में शामिल होने से इनकार करने और पूरी तरह से ऐसा करने से इनकार करने का अधिकार है क्योंकि कोई इसे अनैतिक मानता है यह एक प्रकार से अधिकार का दूसरा प्रकार है यह पैदा होता है क्योंकि रोजगार के संबंधों के आधार पर प्राधिकरण के भीतर नैतिक दायित्वों का सम्मान करने के अन्य अधिकारों में कभी कभी टकराव हो जाता है अगर आप अनैतिक बात कर रहे हैं तो कंपनी या जनता किसके प्रति निष्ठा है क्योंकि यह वही है जिसकी हम पिछले सत्र में चर्चा कर रहे थे कि जब आपने गोपनीयता के एक बंधन पर हस्ताक्षर किए हैं जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने के एक बांड पर हस्ताक्षर किए हैं लेकिन फिर आप व्यवसाय में पाते हैं कि आपका संगठन जिस तरह के काम में शामिल है वह काम अवैध है अनैतिक है और बड़े पैमाने पर जनता के लिए हानिकारक है इसलिए अपने विवेक के आधार पर अपने पेशेवर विवेक के आधार पर आप कह सकते हैं कि आप उन चीजों को पूरी तरह से जारी नहीं रखेंगे क्योंकि आप इसे अनैतिक मानते हैं और इसीलिए इसे दूसरे क्रम का अधिकार कहा जाता है यहाँ निश्चित रूप से दो स्थितियों का सामना होता है पहली वह जगह है जहां पेशे में व्यापक रूप से साझा समझौता है जैसे कि एक अनैतिक अधिनियम और दूसरा जहां बहुत सारे लोगों के बीच ये असहमति है कि यह अधिनियम अनैतिक है या नहीं है यहाँ दो प्रकार के दृश्य है जैसे कि यदि यह अनैतिक है तो दो स्थितियां हो सकती हैं पहला जिन्हें आप अनैतिक मानते हैं वह पेशे के बीच एक व्यापक समझौता है और इस तरह का कृत्य अनैतिक हैं और दूसरा जहां ऐसा हो सकता है कि आप इसे अपनी नैतिक परवरिश अपने मूल्यों और प्रतिबद्धताओं के आधार पर अनैतिक के रूप में देख रहे हैं लेकिन हो सकता है कि हमारे अनैतिक को देखने वाले दूसरे व्यक्ति एक अलग दृष्टिकोण वाले हों और जहां उचित व्यवहार के बीच असहमति के लिए कोई जगह न हो कि वह अधिनियम अनैतिक है या नही है परेशान करने वाले मामलों में क्या हुआ यह उन स्थितियों से सम्बंधित है जहां कोई परियोजना या प्रक्रिया अनैतिक है और इसके बारे में कोई साझा समझौता भी नहीं था यदि पेशे में एक मानक समझौता होता है कि इस तरह के तथ्य अनैतिक हैं तो उनका जीवन आसान हो सकता है क्योंकि हर कोई इसे अनैतिक समझता है लेकिन अगर कोई साझा समझौता नहीं है तो इस बारे में कि कोई प्रोजेक्ट या प्रक्रिया अनैतिक है या नहीं इस पर बहस के लिए एक जगह हो जाती है तो इन स्थितियों से निपटने के लिए इंजीनियर का काम चुनौतीपूर्ण है और यह वह जगह है जहां आपकी पेशेवर ईमानदारी काम आती है यह वह जगह है जहां निर्णय लेने के नैतिक आधार हमें इस स्थिति का विश्लेषण करने में हमारी मदद करेंगे और यह पता लगाएंगे कि यह वास्तव में नैतिक है या अनैतिक है या कुछ प्रकार की स्थितियों के संबंध में नहीं है इसलिए निर्णय लेने के नैतिक आधारों को लागू करने के संदर्भ में हमें यह समझने की आवश्यकता है कि क्या चीजें नैतिक हैं या वे अपनी प्रकृति में नैतिक नहीं हैं अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वह है "मान्यता का अधिकार" के साथ छोड़ दिया जाता है तो वे जीवन का एक सभ्य स्तर बनाए रखने के लिए रिश्वत लेते है जब आप कर्मचारी अधिकारों की बात करते हैं तो ये वे अधिकार हैं जिसमें नैतिक या कानूनी रूप से एक कर्मचारी होने का दर्जा की स्थिति शामिल है अब तक हम जिस पर चर्चा कर रहे थे वह इंजीनियर के रूप में मानव अधिकारों और पेशेवरों के रूप में अधिकार रखने वाले इंजीनियरों की तरह थे इसलिए पहले मनुष्य के रूप में और फिर पेशेवरों के रूप में अधिकार लेकिन इनके अलावा एक अन्य प्रकार का अधिकार भी है जिसका कर्मचारी आनंद ले सकते हैं क्योंकि वे विशेष संगठनों में शामिल हो गए हैं और इन्हें "कर्मचारी अधिकार" कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कर्मचारी का दर्जा ले लिया है कर्मचारी अधिकार नैतिक और कानूनी अधिकार हैं जो कर्मचारी होने की स्थिति में शामिल होता हैं वे निश्चित रूप से कुछ व्यावसायिक अधिकारों के साथ ओवरलैप होंगे जिन पर अभी चर्चा हुई है और उनमें संगठनात्मक नीतियों और रोजगार समझौतों द्वारा निर्मित संस्थागत अधिकार भी शामिल हैं जैसे कि किसी के अनुबंध में वेतन का भुगतान किया जाना इसलिए महीने के अंत में अनुबंध में उल्लिखित एक वेतन प्राप्त करना कर्मचारी का अधिकार है जो रोजगार के कारण जुड़ा हुआ है कर्मचारी अधिकारों में गोपनीयता के अधिकार "समान अवसर के अधिकार" के मामले में समान अवसर के अधिकार इसलिए अब हम निजता के अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे बाहरी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का अधिकार व्यक्तिगत गोपनीयता के अधिकार के रूप में भी सोचा जा सकता है वह भी इस अर्थ में कि नौकरी में निजी जीवन का अधिकार है चूँकि कर्मचारी मनुष्य हैं इंजीनियर मानव हैं और उनके पास निश्चित रूप से एक पेशेवर जीवन और एक अलग व्यक्तिगत जीवन होगा नौकरी से बाहर का जीवन एक निजी जीवन है और इसलिए उन्हें अपनी बाहरी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का अधिकार भी है जो कि व्यक्तिगत गोपनीयता के लिए व्यक्ति का अधिकार है और नौकरी के बाद निजी जीवन होना सही भी है उन स्थितियों में जिनमें इन अधिकारों के टकराव नियोक्ता के साथ होते है क्योंकि कर्मचारियों को गोपनीयता के कार्य होते हैं उदाहरण के रूप में एक पर्यवेक्षक उस इंजीनियर की डेस्क को अनलॉक कर कुछ खोज सकता है जो छुट्टियों में गया है और वह भी उस इंजीनियर की अनुमति लिए बिना पर्यवेक्षक को संदेह है कि इंजीनियर ने किसी प्रतियोगी को कंपनी की योजनाओं के बारे में जानकारी लीक कर दी है और वह उस संदेह को साबित करने के लिए सबूत खोज रहा है यह अत्यधिक अनैतिक है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को निजता का अधिकार है और जिसे संगठन द्वारा मान्य करने की भी आवश्यकता है सिर्फ इसलिए कि पर्यवेक्षक को संदेह है कि इंजीनियर ने जानकारी को लीक कर दिया है और उस संदेह को सच साबित किया जा सके जबकि व्यक्ति छुट्टियों के बाद आ ही रहा है यह अत्यंत अनैतिक कार्य और निजता के अधिकार का उल्लंघन है इस प्रकार जब आप समान अवसर के अधिकार की बात करते हैं तो यह यौन उत्पीड़न की रोकथाम है यौन उत्पीड़न को एक असमान शक्ति के रूप में यौन आवश्यकताओं के अवांछित आरोपण के रूप में परिभाषित किया गया है इससे वातावरण प्रतिकूल और शत्रुतापूर्ण हो जाता है ये मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं पहली बात यह है कि जब हम यौन उत्पीड़न की बात करते हैं तो यह स्पष्ट रूप से असमान शक्ति के संबंध के संदर्भ में यौन आवश्यकताओं के अवांछित आरोपण से परिभाषित है इसलिए यदि कोई व्यक्ति किसी भी यौन उत्पीड़न का दावा करता है या इस दावे में कुछ यौन दृष्टिकोण रखता है कि अगर वह यौन आवश्यकताओं को थोपना चाहता है इसका मतलब है कि वह व्यक्ति दूसरे पक्ष की तरफदारी कर रहा है क्योंकि वह अधिक शक्तिशाली है वह संगठन में अधिक शक्तिशाली है क्योंकि यौन रूप से यह असमानता का संबंध है यह एक असमान शक्ति का संबंध है अब मैं आपको ऐसे संगठन के कुछ फायदे देने जा रहा हूं जहाँ आप यौन पक्ष के बदले में कुछ पा सकते हैं या नहीं भी पा सकते हैं जो मुझे उम्मीद है कि आप कुछ के लिए कुछ बात कर रहे होंगे और आप शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण की बात कर रहे होंगे काम का वह माहौल जब कोई बदमाशी होती है जब किसी का नाम बदनाम करना होता है जब अपमानजनक भाषा का उपयोग होता है जब कार्यस्थल में अनादर होता है जहां भाषा व्यवहार के तरीकों और गैर सहयोग लिंग पर आधारित होता है तब इसे शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण कहा जाता है इसीलिए जैसा कि हम चर्चा कर चुके है कि कुछ के लिए कुछ में ऐसे मामले शामिल हैं जिनमें पर्यवेक्षक को रोजगार लाभ नौकरी में पदोन्नति आदि के लिए एक शर्त के रूप में यौन पक्ष की आवश्यकता होती है इस शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण इसे यौन खतरे के नुकसान के रूप में या बदले में लाभ के लिए यौन प्रस्ताव की पेशकश के रूप में लिया जा सकता है इसके विपरीत कार्यस्थल का कोई भी यौन उन्मुख पहलू भी हो सकता है जो कर्मचारियों के समान अवसरों के अधिकार के लिए एक खतरा हो सकता है इसमें अवांछित यौन प्रस्ताव भद्दे टिप्पणी यौन संबंध नग्न तस्वीरें पोस्ट करना और अनुचित शारीरिक संपर्क भी शामिल हैं ये दोनों रूप कार्यस्थल में पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं जब आप गैर भेदभाव के मामले में समान अवसर के अधिकार की बात कर रहे हों इसलिए किसी की खुद की लिंग जाति त्वचा का रंग उम्र या राजनीतिक और धार्मिक दृष्टिकोण बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना चाहिए कि उन्हें कार्य पर कैसा माना जाता है कार्यस्थल में भय और असंतोष और नौकरी प्रशिक्षण मानवीय अधिकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं इसलिए लिंग जाति त्वचा रंग उम्र राजनीतिक पृष्ठभूमि और धार्मिक दृष्टिकोण के मुद्दों के आधार पर किसी भी भेदभाव के बिना समान अवसर का अधिकार इन्हें कार्य में बाधा नहीं बनना है और व्यक्ति को रोजगार के अधिकार का आनंद लेने में उन लाभों को प्राप्त करने कार्यस्थल में पहचान और समान अवसर होने चाहिए यदि कोई व्यक्ति ऐसा करने में सक्षम है उसके पास करने की क्षमता है और वे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं तो उस व्यक्ति का प्रदर्शन होना चाहिए अच्छा प्रदर्शन करने वाले या शायद बेहतर प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति के बीच अंतर करने का मापदंड होना चाहिए लेकिन सेक्स त्वचा का रंग उम्र राजनीतिक और धार्मिक दृष्टिकोण के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और ये सब संगठन में करियर की प्रगति में संगठन में मान्यता प्राप्त करने में कर्मचारी के लिए बाधा के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए प्रत्येक कर्मचारी को संगठन में बेहतर तरीके से प्रदर्शन करने संगठन में संतोषजनक तरीके से प्रदर्शन करने संतुष्टि के अपेक्षित स्तर पर प्रदर्शन करने और संगठन के प्रति अपने वादे और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए समान अवसर पाने का अधिकार है हमें समझना होगा कि कर्मचारियों के रूप में इंजीनियरों के पास संगठन में बड़े पैमाने पर जनता के लिए कुछ अधिकार और जिम्मेदारियां हैं और ये कभी कभी अपने पेशेवर अधिकारों और जिम्मेदारियों के साथ बहुत हद तक अतिव्यापी होते हैं और कभी कभी उनके पेशेवर अधिकार और जिम्मेदारियां भी उनके कुछ कर्मचारियों के अधिकारों और जिम्मेदारियों से आगे निकल जाती हैं जब यह तय करने की बात आती है कि मुझे संगठन के प्रति वफादार होना चाहिए या मुझे बड़े पैमाने पर जनता के प्रति वफादार होना चाहिए जब मैं देखता हूं कि मेरा संगठन कुछ नहीं कर रहा है जो नैतिक मानकों के लिए वांछनीय है तब मुझे इसे हल करने के लिए क्या करना चाहिए ये कुछ ऐसी व्यावहारिक समस्याएं हैं जिनका इंजीनियरों को सामना करना पड़ता है जैसे मुझे किसके प्रति वफादार होना चाहिए यह संगठन है क्योंकि जब हम एक कर्मचारी के अधिकारों और जिम्मेदारियों की बात करते हैं तो हम जानकारी को रहस्य रखते हुए संगठन के प्रति वफादार होने की बात कर रहे होते हैं न कि व्यापार के रहस्यों को साझा करते है क्योंकि गोपनीयता भरोसेमंद है हम बड़े पैमाने पर जनता की सुरक्षा और कल्याण के प्रति हमारी पेशेवर जिम्मेदारी के बारे में फिर से बात कर रहे हैं कि फिर मुझे क्या करना चाहिए मेरा मार्गदर्शन क्या है तो उस मामले में हम प्राथमिक जिम्मेदारी फिर से दोहरा रहे हैं कि यह बड़े पैमाने पर जनता के कल्याण और सुरक्षा के प्रति है क्योंकि यह आपकी पेशेवर जिम्मेदारी है क्योंकि आपके पास तकनीकी विशेषज्ञता तकनीकी ज्ञान अभ्यास कौशल क्षमता है और आप यह तय करने के लिए सबसे अच्छे विशेषज्ञ हैं कि बड़े पैमाने पर जनता के सर्वोत्तम हित में क्या है उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताएँ उनके कल्याण संबंधी चिंताएं और स्वास्थ्य मुद्दे और अगर आपको लगता है कि जिस तरह से कंपनी काम कर रही है वह बड़े पैमाने पर जनता के हितों के लिए हानिकारक है तो यह आपकी पेशेवर विवेक है जो बेहतर बोलता है और आपके पास सही विवेक है इंकार नहीं करने का अधिकार उन प्रथाओं के साथ जारी रखें और आपके पास उन प्रथाओं के लिए अपनी आवाज़ उठाने का पेशेवर अधिकार चूँकि यह बड़े पैमाने पर जनता के हित में काम करता है क्योंकि आप ही वह व्यक्ति हैं जो बड़े पैमाने पर जनता की सुरक्षा और कल्याण के लिए जिम्मेदार हैं धन्यवाद हम कुछ अन्य दिलचस्प मामलों साथ फिर से आपके पास आएंगे और अगले व्याख्यान में उनके समाधान भी देखेंगे धन्यवाद